अगली प्रक्रिया जो आप पढ़ने जा रहे हैं वह वाइब्रेटरी बाउल फिनिशिंग प्रक्रिया है और बाद में हम अन्य प्रक्रियाओं को भी देखेंगे वाइब्रेटरी बाउल फिनिशिंग में हम एब्रेसिव मशीनिंग के साथ साथ एब्रेसिव मीडिया के बड़े पैमाने पर आवागमन को मिलाएंगे तो एब्रेसिव बाउल फिनिशिंग एक बड़े पैमाने पर की जाने वाली फिनिशिंग प्रक्रिया है जहां आप कुछ भागों को एक बैच में डंप करते हैं मेरा कहने का मतलब है कि 50 भाग या 30 भाग या अपनी आवश्यकता के अनुसार आप डंप करते हैं आप मशीन को गति देते हैं और यह फिनिशिंग करेगी यहाँ एक बड़े पैमाने पर एब्रेसिव मशीनिंग की जाएगी यह कैसे काम करेगा यह सतह की चोटियों और घाटियों को बदल देगा जिससे वर्कपीस की सरफेस फिनिशिंग बदल जाएगी यह वर्कपीस की चोटियों को शियर करेगा और साथ ही बर्निश भी करेगा तो वहाँ दो विकल्प हैं यह सतह की चोटियों को शियर करेगा और साथ ही बर्निश भी करेगा यदि चोटियाँ बहुत छोटी हों तो हम एब्रेसिव माध्यम का उपयोग करेंगे और वाइब्रेशन का उपयोग करेंगे और आपको वाइब्रेटरी बाउल फिनिशिंग प्रक्रिया में बेहतर सरफेस फिनिशिंग मिलेगी यदि आप यहां देखते हैं कि वाइब्रेटरी बाउल फिनिशिंग मशीन एक ऊपर से खुली हुई स्प्रिंग्स पर रखे हुए गोलाकार या अंडाकार वाले बाउल की तरह होती है जिसमें पॉलीयुरेथेन की कोटिंग होती है आमतौर पर अंदर की यह कोटिंग पॉलीयुरेथेन की कोटिंग होती है क्योंकि पॉलीयुरेथेन एक मुलायम पॉलीमर होता है भले ही ये वर्कपीस कठोर हैं फिर भी यदि आपके पास एक धातु की सतह होगी तो नैनो स्तर या सूक्ष्म स्तर में विमाएं बदलने की संभावना होगी एक माध्यम में आमतौर पर सिरेमिक पॉलिमर धातु ऑर्गेनिक जैसी सामग्री होती हैं बेलनाकार पिरामिड त्रिकोणीय आकार होते हैं जिनका आकार 25 मिलीमीटर तक होता है तो आप सिरेमिक के पार्टिकल्स या धातु के पार्टिकल्स का उपयोग माध्यम के लिए कर सकते हैं आप बेलन के आकार का उपयोग कर सकते हैं जिनकी विमाएं 25 मिलीमीटर तक हो सकती हैं तो आप इस प्रकार के माध्यम का उपयोग कर सकते हैं माध्यम का मतलब उन पार्टिकल्स से है जिन्हें आप वाइब्रेटरी बाउल फिनिशिंग प्रक्रिया में उपयोग करने जा रहे हैं ऊर्जा को वाइब्रेटरी बलों के रूप में मशीन ड्राइव सिस्टम से माध्यम तक बदला जाता है यहां ड्राइव सिस्टम है यहां से ड्राइव सिस्टम घूमता है तो क्या होगा इसे माध्यम तक स्थानांतरित किया जाएगा और फिर माध्यम के जरिए यह सभी वर्कपीस तक स्थानांतरित हो जाएगा ये एब्रेसिव पार्टिकल्स लगातार इंडेंट करते हैं या लगातार शियर करने की कोशिश करते हैं अब आप बाउल को वाइब्रेशनल गति दे रहे हैं इसे एब्रेसिव पार्टिकल्स द्वारा ले जाया जाएगा एब्रेसिव पार्टिकल्स ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ये वर्कपीस को हिट करने की कोशिश करेंगे ये बेहतर सरफेस फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए वर्कपीस की सतह की चोटियों को शियर करने की कोशिश करेंगे तो वाइब्रेटरी बाउल फिनिशिंग प्रक्रिया का सेटअप ऐसा दिखता है ये कंपोनेन्ट्स हैं कुछ कंपोनेन्ट्स को रखा गया है ये एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं और ये वर्कपीस हैं वाइब्रेटरी गति ड्राइव मैकेनिज्म पर लगे एक इसेंट्रिक भार प्रणाली से प्रेरित होती है आप इन सभी चीजों को आने वाली स्लाइड में देखेंगे यह वाइब्रेटरी गति एक इसेंट्रिक भार प्रणाली से प्रेरित होती है आमतौर पर इसके नीचे एक भार प्रणाली होगी सामान्य रूप से यहाँ सबसे नीचे इसेंट्रिक भार प्रणाली होगी इसके ऊपर वाइब्रेटरी गति दी जाएगी इस इसेंट्रिसिटी की डिग्री का समायोजन इसका मतलब है आयाम और ड्राइव की गति इसका मतलब है कि आप वाइब्रेटरी बाउल को कितनी गति या आवृत्ति पर हिला सकते हैं और आप इन विशेष वाइब्रेशन को पार्टिकल्स में और फिर भागों में स्थानांतरित कर सकते हैं यदि आप इस मशीन टूल में देखते हैं तो यही पॉलीयुरेथेन है यहाँ पॉलीयुरेथेन है दूसरा भाग यहाँ है और तीसरा भाग इसके थोड़ा नीचे है सामान्य रूप से मशीन पर एक उच्च गुणवत्ता वाले इलास्टोमर पॉलीयुरेथेन की लाइनिंग होती है क्योंकि वर्कपीस को धातु या सिरेमिक से टकराना नहीं चाहिए यदि आप इस लाल लाइनर वाले PU को धातु से कोट करते हैं तो क्या होगा यह कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि जब भी यह बहुत अधिक गति से घूमता है तो पारस्परिक क्रिया बल बहुत अधिक होगा वाइब्रेशनल मोटर सामान्य रूप से यह थोड़ी सी इसेंट्रिसिटी पर होगी यहां ड्राइव को मोटर्स से चलाया जाता है जो विशेष रूप से आयात की गई बीयरिंग और बाहरी लुब्रिकेशन प्रणालियों के साथ उच्च स्तर के प्रदर्शन रखती हैं सामान्य रूप से वाइब्रेशन मोटर रोटरी वाइब्रेशनल गति देगी इसके साथ ही वाइब्रेशनल एडजेस्टर यह वाइब्रेशनल एडजेस्टर वाइब्रेशन के आयाम बदलने के लिए प्रयोग होता है यदि आप वाइब्रेशंस या भार या अन्य चीजें बदलना चाहते हैं तो आप इस वाइब्रेशन एडजेस्टमेंट प्रणाली के लिए जा सकते हैं अन्य मशीन भाग सामान्य रूप से अंदर कोटिंग से पहले आपके पास एक हीट ट्रीटमेंट का धातु का कंपोनेंट होगा इसके शीर्ष पर एक पॉलीयुरेथेन कोटिंग होगी यह क्षेत्र है जिसके अंदर पॉलीयुरेथेन कोटिंग की जाएगी और शॉट ब्लास्टिंग भी इस पर किया जाएगा क्योंकि सभी धातु सतहों को अतिरिक्त सामर्थ्य के लिए शॉट ब्लास्ट किया जाता है आम तौर पर अगर हीट ट्रीटमेंट पर्याप्त नहीं है तो आपको सैंड ब्लास्टिंग या कुछ अन्य ब्लास्टिंग करनी होगी जिस कारण इसे अधिक सामर्थ्य मिलेगा इसके साथ ही आपको उचित पेंटिंग के लिए जाना होगा जिनमें एपॉक्सी प्राइमर और एपॉक्सी स्टील फिलर और अन्य चीजें हैं इसलिए घूमते हुए कंपोनेंट के लिए कुछ मुलायम स्पर्श प्राप्त होगा इसके शीर्ष पर आप कई अन्य कोटिंग्स और अन्य चीजों के लिए जाएंगे यह विभाजक है आमतौर पर पार्टिकल्स को अलग करने के लिए विभाजकों का उपयोग किया जाता है ये मीडिया विभाजक लंबे समय तक चलने वाले पॉलीयुरेथेन से बने होते हैं टूटे हुए और छोटे मीडिया के लिए सेपरेटर स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं सेपरेटर को आसानी से बदला जा सकता है मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप पार्टिकल्स को नीचे रखना चाहते हैं तो आप इस विभाजक को सक्रिय करें ताकि पार्टिकल्स नीचे चले जाएं और वर्कपीस उसके ऊपर रहेंगे इस कारण अलग करना आसान होगा इसके साथ ही आपको सस्पेंशन प्रणाली की आवश्यकता है क्योंकि आप हमेशा वाइब्रेशन और अन्य चीजों के साथ व्यस्त रहते हैं और आपको इस सस्पेंशन प्रणाली की आवश्यकता होती है और नॉइस आइसोलेशन आपको एक बंद प्रणाली के जैसे नॉइस आइसोलेशन के लिए जाना चाहिए जिसे आप बंद कर सकें इस वाइब्रेटरी बाउल फिनिशिंग प्रक्रिया का एक प्रमुख दोष शोर है तो अगर आप इसे बंद कर सकते हैं तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स या गतिमान पार्टिकल्स के कारण होने वाले शोर को कम से कम किया जा सकता है ऑपरेशंस आप देख सकते हैं कि ये सभी कंपोनेन्ट्स हैं जिनकी फिनिशिंग वाइब्रेटरी बाउल फिनिशिंग प्रक्रिया का उपयोग करके की गई है तो आमतौर पर इस प्रक्रिया का उपयोग इन विशेष कंपोनेन्ट्स की सफाई अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा डी फ्लैशिंग के लिए किया जाएगा और कास्टिंग और मोल्डिंग की कंडीशनिंग के लिए किया जाएगा क्योंकि मोल्ड्स को ठीक से सही करना होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण सतहें हैं यदि आप वाइब्रेटरी बाउल फिनिशिंग प्रक्रिया के अंदर रखते हैं तो एब्रेसिव पार्टिकल्स इस जटिल मोल्ड के प्रत्येक कोने में जाएंगे और इसके ऊपर एक अच्छी सतह बना सकते हैं डीस्केलिंग किया जा सकता है अगर कोई स्केलिंग की समस्या है तो आप डीस्केलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं जंग और ब्रेजिंग के अवशेषों को हटाया जा सकता है ड्रिलिंग या मिलिंग के जैसे मशीनिंग ऑपरेशन के बाद यदि आपके पास कोई बर्स है तो आप इन चीजों को हटा सकते हैं और त्रिज्या वाली सामग्री को हटाना और आकार को कम करना अगर मैं कुछ त्रिज्या वाली सामग्री उत्पन्न करना चाहता हूं तो तेज धारें होंगी जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल है यदि आपके पास एक तेज धार वाला कंपोनेंट है तो यह मेरी उंगलियों और अन्य चीजों को नुकसान पहुंचा सकता है उस उद्देश्य के लिए आप त्रिज्या पैदा करने के लिए जा सकते हैं ताकि कंपोनेंट को संभालना आसान हो जाए सरफेस फिनिश जाहिर है कि इस विशेष प्रक्रिया का उपयोग आम तौर पर बड़े पैमाने पर फिनिशिंग के लिए किया जाएगा इसका मतलब है आप एक बार में कई कम्पोनेंट्स या कम्पोनेंट की कई किस्मों की सरफेस फिनिशिंग कर सकते हैं आम तौर पर यह बैच उत्पादन के लिए किया जा सकता है और बर्निशिंग की तैयारी में सुधार इसका मतलब है कि यदि मैं बर्निशिंग ऑपरेशन करना चाहता हूं तो आप वाइब्रेटरी बाउल फिनिशिंग का उपयोग करके प्री बर्निशिंग ऑपरेशन कर सकते हैं जिस कारण बाद में बर्निशिंग ऑपरेशन करना आसान हो जाएगा प्लेटेड भागों और चांदी के बर्तनों की पॉलिशिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ ही लुब्रिकेटिंग सतहों को विकसित करना जिस प्रकार होनिंग प्रक्रिया में क्रॉस हैच पैटर्न उत्पन्न होते हैं तो आप इस प्रकार की सतहों को भी उत्पन्न कर सकते हैं वाइब्रेटरी बाउल फिनिशिंग में सतह का नियंत्रण यदि आप सतह को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इन परिस्थितियों में वाइब्रेटरी प्रक्रिया की गति या आयाम जितना अधिक होगा सामग्री को बहुत तेजी से हटाया जाएगा और आप जो सतह प्राप्त करने जा रहे हैं वह बहुत खुरदरी सतह होगी तो अगर मैं सामग्री को हटाना चाहता हूं या डिलेमिनेट करना चाहता हूं तो अधिक गति और वाइब्रेशन के अधिक आयाम के लिए जाना होगा लेकिन समस्या यह है कि आपको एक खुरदरी सर्फेस फिनिश मिलेगी यह गति और वाइब्रेशन के आयाम जैसे वेरिएबल्स को बढ़ाएगा और मीडिया के वियर की दर भी बढ़ाएगा इसका मतलब है कि आप जिन पार्टिकल्स का उपयोग कर रहे हैं वह भी टूट जाएंगे आवृत्ति 900 से 3000 चक्र प्रति मिनट तक हो सकती है आयाम 2 से 10 मिलीमीटर तक हो सकता है अधिकतर उपकरण 1100 से 2100 चक्र प्रति मिनट पर संचालित होते हैं और सामान्य रूप से वाइब्रेशन का आयाम 3 से 6 मिलीमीटर होता है कम आयाम पर छोटी मशीनें उच्च आवृत्तियों का उपयोग कर सकती हैं अगर लोग कम आयाम के साथ उच्च आवृत्ति के लिए जाना चाहते हैं तो छोटे उपकरण भी खरीद सकते हैं छोटे उपकरण से मेरा मतलब है कि छोटे वाइब्रेटरी बाउल फिनिशिंग प्रक्रियाएं मीडिया से पार्ट्स का अनुपात यदि आप देखे तो भागों की किस्में होती हैं अगर यह 0 1 है तो इसका मतलब यह है कि यहां केवल भाग हैं और कोई भी मीडिया नहीं है इन परिस्थितियों में वहां भागों का आपस में संपर्क होगा इसका उपयोग बर्स को काटने के लिए किया जाएगा कोई कटिंग एक्शन नहीं होगा और बर्निशिंग होगी अगर मैं किसी वर्कपीस के ऊपर एक बर्निशिंग ऑपरेशन करना चाहता हूं तो आपको 0 1 अनुपात के लिए जाना होगा अगर मैं 1 1 के लिए जाना चाहता हूं तो इसका मतलब है कि 50 प्रतिशत एब्रेसिव पार्टिकल्स और 50 प्रतिशत वर्कपीस की सामग्री या वर्कपीस के कंपोनेंट्स मीडिया और भागों की मात्रा बराबर होती है तो इन परिस्थितियों में एब्रेसिव पार्टिकल्स बहुत खुरदरी सतह उत्पन्न करेंगे यदि आप 2 1 के लिए जाते हैं तो इसका मतलब है कि वर्कपीस की तुलना में एब्रेसिव पार्टिकल्स दोगुना होते हैं यहां पर अभी भी भागो का आपस में संपर्क बहुत अधिक गंभीर होगा तो यह भी अच्छा नहीं है अगर आप 3 1 के लिए जाते हैं तो यहां भी आपस में संपर्क करने के लिए काफी भाग होंगे और यह लौह आधारित धातुओं के लिए बहुत अच्छा होगा 4 1 यह लौह आधारित सतहों के लिए अच्छा है और आम तौर पर आप जो प्राप्त करने जा रहे हैं वे अच्छी सतहें हैं 5 1 इसमें आपको भागों का न्यूनतम संपर्क मिलता है इसका मतलब है कि यहां एब्रेसिव पार्टिकल्स हावी होंगे तो आपको एक गैर लौह सामग्री के लिए भी एक अच्छी सतह मिलेगी 6 1 यह गैर लौह भागों के लिए अच्छा है और साथ ही आप प्लास्टिक मीडिया के लिए भी जा सकते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आपके पार्टिकल्स की मात्रा बहुत अधिक है तो आप प्लास्टिक मीडिया के लिए जा सकते हैं ताकि आपको बेहतर सतह मिल जाएगी और 8 1 इसके साथ ही 8 1 से अधिक 10 1 से 15 1 तक आपको एक बेहतर सरफेस फिनिश मिलेगी और अनियमित आकार के भागों के लिए भी उपयोग किया जाएगा आप बहुत अच्छी सरफेस फिनिश प्राप्त कर सकते हैं और आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भागों का आपस में संपर्क ना हो और मशीन पर एक ही भाग लोड हो इसका मतलब है कि अगर आप सरफेस फिनिश के लिए जाना चाहते हैं तो आपको इस क्षेत्र में जाना होगा और अगर आप मशीनिंग या बर्निशिंग के लिए जाना चाहते हैं तो हम इन क्षेत्रों के लिए जा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हमेशा यह निर्णय करना होगा कि आपको क्या करना है या आप क्या करना चाहते हैं मान लीजिए कि मैं केवल मशीनिंग या कुछ सतहों पर केवल डीलैमिनेटिंग ही करना चाहता हूं तब आपको 5 1 के लिए जाना होगा इसका मतलब है कि वर्कपीस के मुकाबले 5 गुना एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे और अगर मैं केवल फिनिशिंग के लिए जाना चाहता हूं तो आपको 8 1 या 10 1 या 15 1 या 10 1 से 15 1 की रेंज में जाना होगा यहां तक की आप प्लास्टिक मीडिया के लिए भी जा सकते हैं और तब आपको बहुत अच्छी सरफेस फिनिश मिल सकती है एब्रेसिव मीडिया सामान्य रूप से एब्रेसिव मीडिया दो प्रकार के होते हैं एक प्राकृतिक मीडिया है और दूसरा सिंथेटिक एब्रेसिव मीडिया है प्राकृतिक मीडिया में अनियमित आकार वाले ग्रेनाइट चूना पत्थर टर्किश एमरी और अमेरिकन एमरी नदी की चट्टानें नोवा क्यूलिट फ्लिन्ट कोरन्डम प्राकृतिक एल्यूमीनियम ऑक्साइड शामिल हैं ये ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति में उपलब्ध हैं जिन्हें आप सस्ते मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं कृषि सामग्री जैसे चूरा बारीक ग्राउंड कॉर्नकोब और पिसे हुए अखरोट के छिलके भी इन विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं ये सभी कम मूल्य पर उपलब्ध होते हैं जब भी आप अखरोट खाते हैं तो उनके छिलके आपके लिए बेकार होते हैं तो आप उनसे एब्रेसिव पार्टिकल्स बना सकते हैं ये बहुत ब्रिटेल भी होते हैं आप अखरोट के छिलकों से बाउल मिलिंग के लिए जा सकते हैं या आप इसे पीस सकते हैं और आप इसे कुछ अनुप्रयोगों के लिए उपयोग कर सकते हैं जैसे कि बनावट बनाना या बर्स को हटाना या बहुत नरम सामग्री पर बनावट बनाने के लिए जा सकते हैं सिंथेटिक एब्रेसिव मीडिया में हम जो देखते हैं वे फ्यूज़्ड और सिन्टर्ड एल्यूमीनियम ऑक्साइड माध्यम हैं इन्हें नगेट्स कहते हैं जिनका निर्माण कटिंग और ब्राइटनिंग के ग्रेड में किया जाता है ब्राइटनिंग एप्लिकेशन अगर लोग सरफेस को अच्छा दिखाना और उसकी अच्छी फिनिश चाहते हैं तो इस उद्देश्य के लिए आप सिन्टर्ड एल्यूमिना और अन्य एब्रेसिव पार्टिकल्स के लिए जा सकते हैं प्राकृतिक पत्थर की तुलना में सिंथेटिक मीडिया की घिसाव करने की क्षमता अधिक होती है इसका मतलब है कि सिलिका ग्रेनाइट और अन्य जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी कठोरता एल्यूमीनियम ऑक्साइड की तुलना में बहुत कम होती है इस उद्देश्य के लिए एल्यूमिना ऑक्साइड की क्षमता ग्रेनाइट अखरोट के गुच्छे और अन्य चीजों की तुलना में बहुत बेहतर है घने बिना छिद्र वाले गोल आकार के अनियमित टुकड़ों की सतह पर एक क्रिस्टल बनावट होती है जो बर्निशिंग की गुणवत्ता के साथ काटने की क्षमता को जोड़ती है और मीडिया के कठोर रूप 2 माइक्रोन से कम चिकनी सरफेस फिनिश उत्पन्न कर सकते हैं इसका मतलब है कि आप उन्नत फिनिशिंग अनुप्रयोगों के पूर्व फिनिशिंग अनुप्रयोगों के लिए इस विशेष प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं एब्रेसिव मीडियम यदि आप देखें तो प्लास्टिक मीडिया को भी यहां उपयोग किया जा सकता है जैसा कि मैंने कहा था कि यदि आप लगभग 10 1 से 151 के लिए जा रहे हैं तो आप इस प्रकार के प्लास्टिक मीडिया के लिए जा सकते हैं कम घनत्व वाले प्लास्टिक मीडिया आमतौर पर रेज़िन से बंधे होते हैं जिनमें सिलिका फ्लोर या एल्यूमीनियम ऑक्साइड पॉलिएस्टर रेज़िन और एक उत्प्रेरक होता है क्योंकि आपको अपने एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच एक उचित बंधन बनाने के लिए कुछ उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है रेज़िन एक अलग रासायनिक संरचना है और एब्रेसिव पार्टिकल एक अलग मौलिक रचना है इन दोनों के बीच अच्छा एडहेसन प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा एक उत्प्रेरक के लिए जाने की आवश्यकता होती है मीडिया को एक निश्चित आकार में ढाला जाता है और फिर फ्लैश को हटाने के लिए प्री टंबल किया जाता है यूरिया फॉर्मलाडिहाइड प्लास्टिक मीडिया इसमें एब्रेसिव यूरिया फॉर्मलाडेहाइड रेज़िन और अम्लीय उत्प्रेरक होता है मीडिया को पहले से निर्धारित विभिन्न आकारों में ढाला जाता है ताकि आप तेजी से लंबे समय तक कटिंग कर सकें लंबे समय तक वियर कर सके और अच्छी सरफेस फिनिश का निर्माण कर सकें और कोई भी फोमिंग की समस्या ना हो तो अगर आप यह सब करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा आपको एब्रेसिव पार्टिकल और यूरिया फॉर्मेल्डीहाइड फिर अम्लीय उत्प्रेरक लेना होगा आप इन्हें मिलाते हैं और आप इसे एक विशेष आकार में ढालते हैं आपकी आकृति इस तरह से होनी चाहिए कि यह तेजी से कटिंग करे और यह जल्दी से ना घिसे ये दो मुख्य कारण हैं जिनके अनुसार आप आकृति को बनाना चाहते हैं उच्च घनत्व वाले पॉलिएस्टर मीडिया इसे मिश्रित पॉलिएस्टर रेज़िन से ढाला जाता है जिसमें उच्च घनत्व वाले एब्रेसिव्स होते हैं उच्च घनत्व वाले प्लास्टिक मीडिया सिलिकेट फिलर के वेट शार्प क्रिस्टल फेसेट्स और प्रति घन मीटर में बड़ी संख्या में ग्रेन पार्टिकल्स के कारण उत्कृष्ट कटिंग वाली विशेषताएं रखते हैं उन परिस्थितियों में क्या होगा आपके पास उच्च घनत्व वाले एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे और उच्च घनत्व वाले पॉलिमर उत्प्रेरक के साथ मिश्रित होंगे इस परिस्थिति में सामग्री को हटाने की प्रक्रिया बहुत तेज होगी क्योंकि आपके पार्टिकल्स बहुत अधिक हैं और साथ ही आपका पॉलिमर भी बहुत अधिक शक्ति वाला पॉलिमर है यदि आप सिरेमिक माध्यम देखें तो सिरेमिक मीडिया का निर्माण मिट्टी के साथ साथ अन्य सिरेमिक सामग्रियों से किया जाता है जो विभिन्न मात्राओं में मिश्रित होते हैं इस मिट्टी के साथ एब्रेसिव पार्टिकल्स मिश्रित होते हैंमूल रूप से अगर आप ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन्स को देखते हैं तो विट्रिफाइड बॉन्डिंग मिट्टी से बनी होगी तो इसी तरह की चीजें आप यहां भी कर सकते हैं आप एब्रेसिव पार्टिकल्स को लेते हैं और आप मिट्टी के कच्चे माल को बनाते हैं आप इसे मिलाते हैं और विभिन्न आकृतियों के अनुसार ढालते हैं अगर आप यहां देखें तो त्रिकोणीय आकार और इस प्रकार की चीजें यहां दिए गए हैं आप बड़े ग्राइंडिंग व्हील के स्थान पर छोटे छोटे पार्टिकल बना सकते हैं यहां सतह का क्षेत्र बहुत अधिक है इसलिए वियर की दर बहुत कम होगी मीडिया के गुण एब्रेसिव के बॉन्डिंग सामग्री से अनुपात के द्वारा निर्धारित होते हैं आम तौर पर अगर एब्रेसिव प्रतिशत अधिक है जो हम एक घनी संरचना मैं देख चुके हैं तो आप अधिक सामग्री को हटाने जा रहे हैं यदि संरचना एक खुली संरचना है इसका मतलब है कि एब्रेसिव पार्टिकल्स की संख्या कम है तो सामग्री हटाने की दर बहुत कम होगी बॉन्डिंग सामग्री के प्रकार एब्रेसिव एब्रेसिव पार्टिकल्स के आकार और फायरिंग की डिग्री ये भी सामग्री को हटाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं बॉन्डिंग सामग्री यदि बॉन्डिंग सामग्री बहुत अच्छी है इसका मतलब है कि बॉन्डिंग उचित है तो सामग्री हटाने की दर बहुत अधिक होगी एब्रेसिव्स के प्रकार इसका मतलब है कि क्या मैं एल्यूमिना के लिए जाना चाहता हूं या मैं हीरे के लिए जाना चाहता हूं या मैं सिलिकॉन कार्बाइड जाना चाहता हूं या मैं बोरान कार्बाइड जाना चाहता हूं इस प्रकार के एब्रेसिव पार्टिकल्स भी तय करेंगे क्योंकि वर्कपीस में निश्चित कठोरता है और आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स में भी निश्चित कठोरता होगी इसलिए कठोरता अनुपात एक प्रमुख भूमिका निभाता है यदि कठोरता में अंतर बहुत अधिक है इसका मतलब है कि कठोरता अनुपात बहुत अधिक है तो सामग्री हटाने की दर बहुत अधिक होगी एब्रेसिव पार्टिकल्स का आकार यदि एक मामले में एब्रेसिव पार्टिकल्स का आकार 10 माइक्रोन है और दूसरे मामले में एब्रेसिव पार्टिकल्स का आकार 100 माइक्रोन है तो काटने के किनारें बहुत बड़े होंगे इसलिए जाहिर है कि सामग्री हटाने की दर बढ़ जाएगी इंडेंटेशन भी बढ़ जाएगी इसके साथ ही फायरिंग की डिग्री अगर इस विशेष त्रिकोणीय बीट्स के निर्माण के दौरान इन विशेष पार्टिकल्स की फायरिंग बहुत अधिक है तो इन पार्टिकल्स की ताकत अलग अलग होगी और उसके अनुसार सामग्री हटाने की क्षमता भी अलग अलग होगी एब्रेसिव सामग्री 0 से 50 प्रतिशत तक हो सकती है एब्रेसिव पार्टिकल्स 60 से 600 ग्रिड आकार तक हो सकते हैं इसका मतलब है कि एब्रेसिव पार्टिकल्स का आकार उच्च एब्रेसिव सामग्री वाला मीडिया या नरमी से फायर किया गया मीडिया अधिक काटने वाले किनारों के साथ होगा और वियर की दर बहुत अधिक होगी अब हम धात्विक मीडिया के लिए आगे बढ़ रहे हैं हमने पॉलिमर मीडिया प्राकृतिक मीडिया सिंथेटिक मीडिया को देखा है सिंथेटिक मीडिया में हमने पॉलिमर सिंथेटिक मीडिया और सिरेमिक सिंथेटिक मीडिया को देखा है अब हम धात्विक मीडिया के लिए आ रहे हैं ये धात्विक मीडिया के लिए किए जाते हैं केस हार्डन्ड स्टील हार्डन्ड स्टील जस्ता कोल्ड रोल्ड स्टील उन सामग्रियों में से हैं जिनके द्वारा धात्विक मीडिया का निर्माण किया जाता है इसका मतलब है कि इस धात्विक माध्यम के लिए आमतौर पर हार्डन्ड स्टील का उपयोग किया जाता है यूनिफॉर्मली स्टील और हार्डन्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील मीडिया का उपयोग डिबरिंग अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है मान लें कि मैं इस प्रकार के छेद या चैनल को एक सतह में बनाना चाहता हूं तो अगर यहाँ बर्स हैं और अगर मैं इन सब को हटाना चाहता हूं तो क्या होगा तब आपको इस प्रकार के पार्टिकल्स का उपयोग करना होगा मान लें कि जब भी आप एक तरफ से दूसरी तरफ ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो क्या होगा आपको इस पर बर्स मिलेंगी तो वहाँ चिप्स होंगे ये बर्स हैं तो आप डिबरिंग ऑपरेशन का उपयोग कर सकते हैं इनका उपयोग कुछ प्लास्टिक की फिनीशिंग के लिए भी कर सकते हैं कुछ सिरेमिक फॉर्म की डिफ्लेशिंग और सफाई के लिए भी कर सकते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक मिट्टी को हटाने के लिए धात्विक सतहों की बर्निशिंग के लिए या चमक के लिए भी कर सकते हैं अगर आप यहां देखते हैं तो ये सभी पार्टिकल्स हैं ये धातु के पार्टिकल्स बहुत चमकते हैं इसलिए इसकी सरफेस रफनेस बहुत अच्छी होगी तो जब भी यह जाता है और गर्म होता है तो क्या होगा तो बर्निशिंग होगी या डीबरिंग होगी और सरफेस भी बहुत ज्यादा चमकेगी इसका मतलब है कि सरफेस की चमक बढ़ जाएगी और यह उत्पाद की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा यह बहुत सुंदर दिखता है वाइब्रेटरी फिनिशिंग प्रक्रिया इस वाइब्रेटरी फिनिशिंग की प्रक्रिया का समय काफी घट जाता है और खुला टब प्रक्रिया के दौरान भागों के निरीक्षण की अनुमति देता है इस प्रक्रिया का लाभ यह है कि यह एक खुले टब वाली प्रक्रिया है जिससे आप ऊपर से देख सकते हैं यदि आप बंद कर दें तो आप प्रेसपेक्स जैसी किसी पारदर्शी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप देखकर निरीक्षण कर सकें वाइब्रेटरी फिनिशिंग में मीडिया का आकार आम तौर पर परफॉर्म्ड आकार हैं फिनिशिंग के लिए एब्रेसिव मीडिया और बर्निशिंग के लिए स्टील मीडिया जैसा कि मैंने कहा कि बर्निशिंग ऑपरेशन के लिए स्टील मीडिया का उपयोग किया जाएगा ताकि सतह पर चोट लगे जिससे चोटियां खराब हो जाएं और बर्निशिंग ऑपरेशन हो सके और ये आकार हैं गोलाकार स्टार के आकार तीर के आकार शंकु पिरामिड एंगल कट सिलेंडर हैं गेंद के आकार गेंद और शंकु दोनों के संयुक्त आकार शंकु हैं अंडाकार गेंद हैं और पिंस हैं ये अलग अलग आकार हैं जो आप उपयोग करने जा रहे हैं और जब भी आप इन विशेष आकृतियों को डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको दो पहलुओं पर विचार करना होगा एक सामग्री को हटाना यदि मैं एक विशेष आकार के लिए जाऊं तो कितनी सामग्री निकालना होगी और दूसरा पहलू इस विशेष आकार या ग्राइंडिंग पार्टिकल्स का जीवन है यदि आप इस विशेष चीज का उपयोग करना चाहते हैं तो जीवन क्या होगा क्या यह 1000 भागों तक रह सकता है क्या यह 1000000 भागों तक रह सकता है क्या यह 10000000 भागों तक रह सकता है और साथ ही क्या यह इसे आधे घंटे में हटा सकता है क्या यह इसे एक घंटे में हटा सकता है जब भी आप इन वाइब्रेटरी फिनिशिंग के एब्रेसिव पार्टिकल्स के आकार का फैसला करना चाहते हैं तो आपको इन दो पहलुओं के बारे में सोचना होगा एब्रेसिव मीडिया का चयन यदि मैं डिबरिंग ऑपरेशन के लिए जाना चाहता हूं तो हल्की डिबरिंग के लिए स्टील या सिरेमिक मीडिया के लिए जा सकते हैं और अगर मैं मध्यम से भारी डिबरिंग चाहता हूं तो सिरेमिक या प्लास्टिक मीडिया के लिए जा सकते हैं रेडियसिंग अनुप्रयोग यदि मेरे पास ऐसी नुकीली धार है और उसे मैं इस प्रकार कम करना चाहता हूं तो मुझे हल्की से भारी रेडियसिंग अनुप्रयोग के लिए जाना होगा और आप सिरेमिक या प्लास्टिक मीडिया के लिए जा सकते हैं सतह में सुधार सतह के खुरदरापन को कम करके सतह की गुणवत्ता में सुधार फिर आपको प्लास्टिक या सिरेमिक के लिए जाना होगा और आप प्लास्टिक एवं सिरेमिक के लिए भी जा सकते हैं सतह परावर्तन इसका मतलब है कि अगर मैं सतह को प्रतिबिंबित करना चाहता हूं या मैं चमकदार सतह उत्पन्न करना चाहता हूं तो उस उद्देश्य के लिए स्टील या सिरेमिक मीडिया को उज्ज्वल या अधिक हाइलाइट करने के लिए जा सकते हैं सबसे अच्छी गुणवत्ता और अन्य चीजों के लिए आप सिरेमिक प्रकार के लिए जा सकते हैं साफ सतह अगर मैं सभी धातुओं के लिए जाना चाहता हूं तो मैं स्टील या सिरेमिक मीडिया के लिए जा सकता हूं आप अनियमित सतहों के लिए अनियमित आकार के एल्यूमीनियम ऑक्साइड के लिए भी जा सकते हैं इस प्रकार की चीजों से एब्रेसिव मीडिया का चयन करना होता है तो एब्रेसिव मीडिया के कम्पाउन्ड कम्पाउन्ड आम तौर पर तरल पदार्थ या पाउडर होते हैं जिनका फिनिशिंग मशीन में आमतौर पर तीन में से किसी एक विधि में उपयोग किया जा सकता है बैच ट्रेडीशन मशीन को कम्पाउन्ड और पानी के साथ चार्ज किया जाता है और प्रक्रिया का चक्र पूरा हो जाता है साथ ही कम्पाउन्ड के घोल को छोड़ दिया जाता है यदि मशीन को एक कम्पाउन्ड और पानी से चार्ज किया जाए तो क्या होगा इन परिस्थितियों में यदि हम एक बार प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं तो उसे छोड़ दिया जाता है यदि आप रीसर्कुलेशन प्रणाली देखते हैं तो घोल को टैंक में मिलाया जाता है और मशीन में पंप किया जाता है इस प्रक्रिया चक्र के दौरान घोल टैंक में वापस आ जाता है और इसे रीसर्कुलेट किया जाता है इससे घोल का जीवन खराब होने लगता है फ्लो थ्रू सिस्टम यह घोल को लगातार भेजे जाने और निकाले जाने के लिए डिजाइन किया जाता है ताजा गैर एब्रेसिव घोल को पूर्व निर्धारित प्रवाह दर पर मशीन में पंप किया जाता है यह बहता रहता है लगातार निकलता रहता है और छोड़ दिया जाता है इसका मतलब है कि आपको इस कम्पाउन्ड को लगातार देना होगा अगर वहाँ चिप्स है जिन्हें निकाला जाना है और साथ ही अगर मैं भागों के लिए कुछ लुब्रिकेशन देना चाहते हूँ तो फिनिशिंग ऑपरेशन करते समय आप 3 विधियों पर जा सकते हैं पहली बैच एडिशन है जिसमें आप कम्पाउन्ड को एक तरल के साथ जोड़ सकते हैं मान लें कि मेरे पास पानी के साथ एक खनिज तेल है अगर मैं जोड़ना चाहता हूं तो आप अब जोड़ सकते हैं या 1 घंटे के बाद जोड़ सकते हैं जिसे बैच कहा जाता है दूसरी रीसर्कुलेशन प्रणाली है आप लगातार इस तरल को पंप करेंगे और फ़िल्टर प्रणाली का उपयोग करके इसे सर्कुलेट करेंगे इसके साथ ही फ्लो थ्रू सिस्टम इसमें आप कम्पाउन्ड को लगातार भेजते हैं और निकालते हैं कुछ कार्यों को करने के लिए कम्पाउन्ड का चयन किया जा सकता है जैसे कि पानी को अनुकूल बनाना और गीली सतहों के pH को नियंत्रित करना आम तौर पर जब भी आप बायो इम्प्लान्ट और अन्य चीजों की फिनिशिंग करना चाहते हैं तो आपको सतह पर pH को नियंत्रित करना होगा उस प्रयोजन के लिए आपको कम्पाउन्ड का उपयोग करना होगा भागों की सफाई करना और भागों को लगातार साफ करते रहना क्योंकि यदि कुछ सतहों की शियरिंग या बर्निशिंग की जाती है तो आपको सफाई ऑपरेशन करना होगा मान लें कि चोटी घाटी में टूट जाए और जब भी आप कुछ अनुप्रयोगों और अन्य चीजों के लिए जाते हैं तो यह बहुत समस्या पैदा करेगा आवश्यकता पड़ने पर नुकसान के खिलाफ अलग करना और भागों की कुशनिंग करना और फोम नियंत्रित करना मेरे कहने का मतलब यह है कि भाग अंदर से गर्म होते हैं क्योंकि यह एक अनियमित प्रक्रिया है जो एक मास प्रक्रिया या बैच प्रक्रिया है इसलिए अगर मैं इस प्रकार के तरल या कम्पाउन्ड को पंप कर सकता हूं तो वहां कंपोनेंट्स के बीच कुशनिंग होगी धब्बों को या पपड़ी को हटाना यदि एब्रेसिव के कारण या भागों से संपर्क के कारण या किसी अन्य कारण से पपड़ी बनती हैं तो आप इन्हें हटा सकते हैं भागों के रंग पर नियंत्रण आप इस चीज़ का रंग भी सुधार सकते हैं मान लीजिए कि अगर मैं कुछ रंग डालना चाहता हूं तो आप इसे कम्पाउन्ड के साथ जोड़ सकते हैं मान ले कि मैं इस कम्पाउन्ड के साथ हरे रंग को जोड़ना चाहता हूं तो पार्टिकल्स भी रंग जाएंगे और उसी तरह कंपोनेंट्स भी हरे रंग के हो जाएंगे एक नियंत्रित फिल्म बनाकर लुब्रिसिटी विकसित करना और बनाए रखना भागों को धातु के मीडिया को और उपकरणों को जंग लगने से रोकना और ठंडक प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ तापमान बढ़ेगा जो आपके दिए गए आयाम पर निर्भर करता है और उस वेग पर निर्भर करता है जिस पर आप रोटेशन कर रहे हैं तो वहां बहुत अधिक तापमान बढ़ने की संभावनाएं होंगी इसीलिए पानी लुब्रिकेंट और कुछ रियोलॉजिकल एडिटिव्स को इस विशेष चीज़ में मिलाया जाएगा ताकि आप ऐसी समस्याओं को दूर कर सकें जो कि वाइब्रेशनल बाउल फीडिंग फ़िनिशिंग प्रक्रिया में होती हैं तो अगली प्रक्रिया जो हम देखने जा रहे हैं वह एक टम्बलिंग प्रक्रिया है टम्बलिंग प्रक्रिया का दूसरा नाम रोटरी बैरल फिनिशिंग प्रक्रिया है रोटरी बैरल फिनिशिंग प्रक्रिया या टंबलिंग प्रक्रिया का परिचय यह षटकोणीय या अष्टकोणीय क्रॉस सेक्शन वाले क्षैतिज बैरल का उपयोग करता है जिसमें बैरल को 10 से 50 चक्र प्रति मिनट पर घुमाकर भागों को मिलाया जाता है आम तौर पर यह फिनिशिंग लैंडस्लाइड एक्शन द्वारा किया जाएगा पिछली प्रक्रिया में वाइब्रेटरी बाउल होता था और इसे इस तरह घुमाया जाता था इसमें आपके पास एक लैंडस्लाइडिंग मीडिया होता है और भागों को उठाया जाता है बैरल को घुमाया जाता है और सबसे ऊपर की परत गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है आप यहां लैंडस्लाइडिंग टाइप देख सकते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही है जब ये बैरल तक पहुँच जाती हैं तो क्या होगा ये चलती हैं और यह एक लैंडस्लाइडिंग की तरह लगती है ये मध्यम भाग हैं और दूसरों को यहां मिलाया जाता है आपके पास वाइब्रेटरी बाउल फिनिशिंग प्रक्रिया की तरह एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं और आप बाउल को घुमाएंगे जब भी हम बाउल को घुमाएंगे तो क्या होगा जो शीर्ष स्तर पर हैं यह नीचे की ओर स्लाइड करेगा यह एक लैंडस्लाइड एक्शन होगा इस विशेष प्रक्रिया की कमियां यह है कि यह बहुत धीमी शोर करने वाली और बड़े फर्श क्षेत्र की आवश्यकता वाली प्रक्रिया है मूल रूप से यह विनिर्माण क्षेत्र में बहुत शोर पैदा करेगी तो आपके पास अलग से एक कमरा हो सकता है जहाँ आप बाहर से ध्वनि रोधक और अन्य चीजें लगा सकते हैं आप इन मशीनों को चलाते हैं और आप बाहर से ही नियंत्रण कर सकते हैं तो रोटरी बैरल फिनिशिंग सामान्य रूप से बड़े पैमाने पर फिनिशिंग अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग होती है इसके साथ ही मुश्किल से प्राप्त होने वाले नियंत्रित फिनिशिंग के लिए भी यह प्रक्रिया अच्छी है इसके साथ ही अनियमित संपर्कों के कारण असमान फिनिशिंग मिलती है क्योंकि आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स का कंपोनेंट पर एक अनियमित स्पर्श या अनियमित टकराव होता है यही कारण है कि आपको एक अनियमित सतह मिलेगी इस की पहली किस्म सेंट्रीफ्यूगल डिस्क टंबलिंग प्रक्रिया है जहां यह एक ऊर्ध्वाधर अक्ष है इस ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों तरफ यह रोटेट करेगा सभी भाग और एब्रेसिव पार्टिकल्स भी रोटेट करेंगे आपके पास दूसरी किस्म एक क्षैतिज प्रकार की है एक ऊर्ध्वाधर प्रकार की प्रक्रिया है जहां यह ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों तरफ रोटेट करेगा एक और क्षैतिज प्रकार की प्रक्रिया है तो कुछ कंपोनेंट के लिए ऊर्ध्वाधर प्रकार की प्रक्रिया बहुत अच्छी है और कुछ कंपोनेंट के लिए यह क्षैतिज प्रकार की प्रक्रिया उपयोग की जाती है आम तौर पर क्षैतिज प्रकार की प्रक्रिया अर्थात सेंट्रीफ्यूगल बैरल टंबलिंग प्रक्रिया के लिए लैंड स्लाइडिंग और अन्य चीजें सामान्य होंगी तो जैसा कि मैंने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल बैरल टंबलिंग प्रक्रिया में अक्ष क्षैतिज होती है इस विशेष कक्षा का सारांश हमने वाइब्रेटरी बाउल फिनिशिंग प्रक्रियाऔर टंबलिंग प्रक्रिया का अध्ययन किया है हम अगली कक्षाओं में कुछ पारंपरिक फिनिशिंग प्रक्रियाओं या पारंपरिक एब्रेसिव मशीनिंग और फिनिशिंग प्रक्रियाओं को देखेंगे हम आने वाली कक्षाओं में जो देखने जा रहे हैं उन प्रक्रियाओं में एक ड्रैग फिनिशिंग प्रक्रिया है जो टम्बलिंग प्रक्रिया की कुछ कमियों को दूर कर सकती है आपने पिछली स्लाइड में ऊर्ध्वाधर प्रकार की टंबलिंग प्रक्रिया को देखा है यदि आप इसे घुमाते हैं तो क्या होगा वे सभी भाग जो टंबलर की परिधि पर हैं बहुत तेज गति से घूमेंगे जो केंद्र पर हैं वे अधिक दूरी तय नहीं कर सकते हैं इसका मतलब है कि सर्फेस रफनेस का स्पेक्ट्रम बाहरी सतह से अंदर की सतह तक अलग होगा तो यह एक कमी है एक समान सतह पाने के लिए और इस कमी को दूर करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसे ड्रैग फिनिशिंग प्रक्रिया कहा जाता है जिसे हम अगली कक्षा में देखेंगे इस विशेष कक्षा के लिए धन्यवाद